नमस्कार आपदा बहाली और बेहतर निर्माण पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में मैं आपदा जोखिम शासन में सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करूंगा मैं मुंबई भारत में कुछ केस स्टडीज पर बात करूंगा मैं आपदा निवारण अनुसंधान संस्थान क्योटो विश्वविद्यालय से सुभाज्योति समदर हूं सामुदायिक भागीदारी आपदा बहाली पुनर्निर्माण और पुनर्वास में आपदा जोखिम प्रबंधन में एक चर्चा का विषय है हमें समुदाय को शामिल करना होगा बहाली शमन और तैयारियों से शुरू होकर आपदा से संबंधित गतिविधियों के बारे में पहले से बहुत सारे उधारण हैं अब यह एक तरह का समस्या निवारक है यदि आपको अपनी रणनीतियों और योजना को लागू करने में कोई समस्या है और आप ऐसा करने में विफल हो रहे हैं तो आप सामुदायिक भागीदारी और सहभागिता दृष्टिकोण को शामिल कर सकते हैं यह ब्रोकोली की तरह है हर कोई आपको आपदा जोखिम प्रबंधन की योजना में ब्रोकोली खाने के लिए कहेगा कोई नहीं कहेगा कि मत खाओ हर कोई आपको आपदा जोखिम प्रबंधन के सफल कार्यान्वयन के लिए एक सामुदायिक उपकरण के रूप में सामुदायिक भागीदारी की सिफारिश करेगा अब ऐसा क्यों है क्योंकि हम जानते हैं कि जोखिम व्यक्तिपरक है विभिन्न हितधारकों की अलग अलग धारणाएं हैं इसलिए प्रबंधन प्रक्रिया में विभिन्न धारणाओं विचारों जरूरतों और चिंताओं को शामिल करने के लिए समुदाय को शामिल करना महत्वपूर्ण है अन्यथा लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है वे वास्तव में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं क्योंकि उनके पास हिस्सेदारी है इसलिए उन्हें यह बताने का अधिकार है कि वे क्या चाहते हैं उनकी क्या चिंताएं हैं क्योंकि हम न केवल जोखिम जानते हैं बल्कि क्या करना है यह कैसे किया जाएगा कौन करेगा ये नीति विकल्प भी चुनाव जानते हैं जोखिम की समस्या का पता लगाना एक मूल्यांकन है एक अन्य नीतिगत विकल्प है इसके लिए हमें सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है इसके अलावा कई मामलों में हम केवल स्थानीय सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं हमें स्थानीय लोगों की क्षमता बढ़ानी है ताकि आपदा के तुरंत बाद जब तक स्थानीय सरकार या बाहरी एजेंसियां उन तक पहुंचने में सक्षम न हों वे जीवित रह सकें स्थिरता के मुद्दों के लिए हमें लोगों की क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है हमें उनकी क्षमता और आत्मनिर्भर को बढ़ाने और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि आपदा जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण घटक हो इसलिए हमें आपदा जोखिम प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है हमें समुदाय को आपदा जोखिम प्रबंधन में शामिल करने की आवश्यकता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है नीति और व्यवहार सिद्धांत और कार्यान्वयन के बीच बहुत बड़ा अंतर क्यों है इतना समय ऊर्जा और पैसा खर्च करने के बाद हम निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करने में विफल होते हैं सहभागी आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम क्यों विफल रहे यह पुनर्वास या तैयारियों में हो सकता है तो एक कारण भागीदारी को समझा जाता है और विभिन्न शिष्टाचारों में अभ्यास किया जाता है भागीदारी की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है निर्णय लेने की योजना प्रक्रिया में समुदाय को कैसे शामिल किया जाए यह समझ विवादास्पद है हम जानते हैं कि विभिन्न लोगों ने दैनिक विभिन्न दृष्टिकोणों से भागीदारी को क्या समझा यह शेरी अर्नस्टीन द्वारा विकसित शास्त्रीय मॉडल में से एक है भागीदारी के प्रकारों के बारे में बात करते हुए जन भागीदारी की सीढ़ी है यदि आप बाएं हाथ की ओर देखते हैं तो यह जोड़तोड़ से शुरू होता है फिर सुझाव परामर्श साझेदारी और नागरिक नियंत्रणआता है वो क्या है आइए इस मॉडल को आपदा जोखिम प्रबंधन संदर्भ में परिवर्तित करें जब हम हेरफेर या केवल जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं तो यह उस समुदाय की ओर जाता है जो निष्क्रियता का प्राप्तकर्ता है हम केवल लोगों को बताते हैं कि क्या करना है छोड़कर अन्यत्र होने के लिए स्तर बढ़ाने के लिए ये सरल चीजें जो हम विशेषज्ञ जानते हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है और वे बस जानकारी प्राप्त करते हैं और वे हमारे निर्देशों का पालन करते हैं तो यह एक सरल मॉडल है जिसका हम अनुसरण करते हैं एक अन्य तरह का परामर्श है कुछ लोग आपदा जोखिम प्रबंधन के मामले में कह रहे हैं हमारा ध्यान यह नहीं है कि लोग निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं लेकिन हम वास्तव में जोखिम को समझने में उन्हें शामिल करना चाहते हैं हमें बस उन्हें विशेषज्ञ के साथ उस जोखिम के बारे में बताना है जिससे वो खुद को कमजोर समझते हैं बस जोखिम मूल्यांकन के लिए हम उन्हें शामिल करते हैं थोड़े उच्च स्तर के मूल्य परामर्श में हम न केवल जोखिम का आकलन करने में उन्हें शामिल करते हैं बल्कि हम शहरी योजना अधिकांश तैयार करते हैं हम योजना तैयार करते हैं और फिर जो इस क्षेत्र में नागरिक या हितधारक हैं हम उनको आमंत्रित करते हैं और हम उन्हें दिखाते हैं कि हमने इस योजना को तैयार किया है अब हमें बताएं कि यह योजना अच्छी है या नहीं उन्होंने योजना तैयार नहीं की विशेषज्ञों अधिकारियों कार्यान्वयन एजेंसियों ने योजना तैयार की और वे आम लोगों से पूछ रहे हैं कि इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने के लिए क्या घटक हैं यह परामर्शों का एक प्रकार का प्रश्न है भागीदारी में कुछ और कट्टरपंथी लोग वे कह रहे हैं कि यह पर्याप्त नहीं है जो हमें चाहिए हमें सहयोगात्मक ज्ञान और कार्य योजना विकास की आवश्यकता है उस प्रक्रिया में विशेषज्ञों और बाहरी एजेंसियों के साथ समुदाय और स्थानीय नेताओं को एक साथ बैठना चाहिए उन्हें एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करना चाहिए अपने स्वयं के अनुभव से समुदाय स्वयं के स्थानीय ज्ञान से और विशेषज्ञ अपनी स्वयं की विशेषज्ञता वैज्ञानिक समझ से वे परियोजना को निवेश भी प्रदान करेंगे और फिर दोनों एक साथ सहभाजन और विनिमय का विकास करेंगे सबसे पहले वे समस्या को समझेंगे कि वे किस जोखिम का सामना कर रहे हैं और इसे कैसे हल किया जा सकता है और विकल्प उपकरण और रणनीति क्या हैं हम इसे अपना सकते हैं तो यह भागीदारी में देखने का एक और तरीका है लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई कह रहा है कि मैं सामुदायिक भागीदारी कर रहा हूं आपके द्वारा खोली गई कोई भी परियोजना यह कहेगी कि हमारी परियोजना सहभागी है लेकिन यह सिर्फ भागीदारी का साधन हो सकता है जिसमें सूचना प्रदान की जा सकती है या यह लोगों के साथ सिर्फ एक मूल्य परामर्श हो सकता है या यह सहयोगी ज्ञान या योजना विकास पर हो सकता है फिर यदि वे सभी सहभागी हैं तो हम खो गए हैं इसलिए लोगों की समझ अलग है भागीदारी की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है यह देखते हुए कि समुदाय की योजना आयोजन प्रक्रिया में शामिल करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है इतना ही नहीं आपदा जोखिम प्रबंधन के मामले में हमारे पास विभिन्न सहभागी उपकरण हैं हमारे पास जोखिम मानचित्रण योनमेनकैगी सिस्टम विधि फोरस्क्यू टेबल विधि आपदा खेल कुछ परिदृश्य विकास या कुछ परस्पर संवादात्मक कार्यशालाएं हैं तो इन सभी को भागीदारी उपकरण माना जाता है जिसका अर्थ है स्थानीय समुदाय को भागीदारी प्रक्रिया में शामिल करने वाला उपकरण हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं अब ये उपकरण एक दूसरे से भिन्न होते हैं उनकी संरचना विधि समय संसाधन कौशल के संदर्भ में वे अलग अलग हैं जिस तरह से आप योनमेनकैगी आचरण खेल का संचालन नहीं कर सकते लेकिन उनमें से सभी भागीदारी उपकरण का एक सामान्य उद्देश्य है कि क्या वे समुदाय को आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल करना चाहते हैं चूंकि मैं एक प्रैक्टिशनर हूं इसलिए मैं बहुत उलझन में हूं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय को प्रभावी रूप से शामिल करने के लिए कौन सा उपकरण लेना और अपनाना है एक अभ्यासकर्ता होने के नाते मैं इस प्रश्न को विशेषज्ञ से पूछना चाहूंगा एक और समस्या तब है जब हम विभिन्न प्रकार के भागीदारी अभ्यासों के बारे में बात करते हैं वे काफी हद तक भिन्न होते हैं उस अभ्यास का उद्देश्य क्या है क्या यह केवल जोखिम या लोगों की धारणाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है या यह भी है कि जोखिम को कैसे प्रबंधित किया जाए कुछ अध्ययनों से पता चल रहा है कि आपदा जोखिम में भागीदारी संबंधी उपकरण में अधिकांश मामलों का ध्यान जोखिम जागरूकता को समझने पर है लेकिन उनके पास इस बात पर कम ध्यान है कि जोखिम का प्रबंधन कैसे किया जाए अगर लोग नहीं जानते कि क्या करना है तो यह उन्हें घातक और निराश करता है केवल जोखिम जानना आसान नहीं है इसलिए वे भाग नहीं लेना पसंद करते हैं एक और बात यह है कि जब हम सहभागी अभ्यास करते हैं तो यह एक तरह की कला और कौशल होता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभ्यास के दौरान किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं क्या आप स्थानीय भाषा या विदेशी भाषा का उपयोग कर रहे हैं सूत्रधार का अनुभव कैसा होता है वह किस हद तक जानकार होता है उसका अनुभव उस मामले से जुड़ा होता है किसी के पास बहुत अनुभव है या वह किसी नए व्यक्ति की तुलना में बहुत बेहतर कर सकता है यह व्यावहारिक पेशेवर चीजें हैं जिस स्थान पर आप भागीदारी अभ्यास कर रहे थे क्या यह समुदाय के अंदर या समुदाय के बाहर है यह भी कि इसमें कितना समय लगता है क्या इसमें लंबा समय लगता है क्या इसमें कम समय लगता है इसलिए इन चरों पर विचार किया जाना चाहिए जब हम समुदाय को निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से शामिल करना चाहते हैं इसके अलावा व्यायाम या सुविधा प्रक्रिया के नियंत्रण का सवाल है कुछ लोगों ने तर्क दिया कि फैसिलिटेटर यह नियंत्रण रखते हैं कि कौन भाग लेगा कब भाग लेगा क्या चर्चा की जानी चाहिए प्रतिभागियों की संख्या कितनी होगी ये भागीदारी के सवाल हैं लेकिन सब कुछ सुविधाकर्ता द्वारा तय किया गया है इसलिए उसके पास सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति है उसने किसी को विशाल की बजाय दूसरों की शक्ति दी है एक बड़ी मछली सभी को खा रही है इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए जब हम आपदा जोखिम प्रबंधन में समुदायों की भागीदारी के बारे में विचार कर रहे हैं साथ ही ये सामुदायिक भागीदारी के लाभ और कार्यों का प्रश्न ये ऐसे परिणाम हैं जो हम अक्सर समझते हैं कि भागीदारी परियोजनाओं से आते है जैसे कि अगर हम समुदाय को शामिल करते हैं जो वास्तव में लोगों में जागरूकता बढ़ाएगा यह बेहतर स्वीकृत निर्णय देगा यह हितधारकों के बीच संघर्ष को भी हल कर सकता है यह तैयारियों में सुधार कर सकता है और यह लोगों को सशक्त बना सकता है उनके पास भाग लेने की अधिक इच्छा है और वे अधिक आत्मनिर्भर हैं और वे बाहरी मदद के बिना खुद कर सकते हैं समस्या के परिणाम हैं विभिन्न संगठनों द्वारा सरकारी और गैर सरकारी संगठनों चिकित्सकों और शोधकर्ताओं दोनों के दावे समस्या यह है कि हमारे पास पर्याप्त अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं हैं कि ये दावे वास्तव में सत्य हैं कि समुदाय को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के माध्यम से हम वास्तव में यह हासिल कर सकते हैं फिर भी हम दावा कर रहे हैं कि हमारी परियोजना बेहतर है इसलिए यदि हम नहीं जानते कि इस प्रकार के परिणामों को कैसे वितरित किया जाए तो एक परियोजना को दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल है रुड़की में जो परियोजना उपयुक्त है वह दिल्ली या देहरादून में उचित नहीं हो सकती है इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है कि उन्हें क्या करना है एक और समस्या यह है कि भागीदारी या भागीदारी आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन का एक भी पारिभाषिक शब्द नहीं है हम इसे उदाहरण के लिए समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन सी बी डी एम एकीकृत समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन सहभागिता आपदा जोखिम प्रबंधन स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन बहु हितधारक भागीदारी सहयोगी आपदा जोखिम प्रबंधन वे सभी भागीदार माने जाते हैं पर इनके कई नाम है एक व्यवसायी के लिए उनके समुदाय के कानून बहुत भ्रमित हैं कि वे कैसे भिन्न हैं उन्हें अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं यह वास्तव में स्थिति को जटिल बनाता है परिणामस्वरूप यदि हम सफल भागीदारी कार्यक्रमों और अभ्यास परियोजनाओं को क्षेत्रों राष्ट्रों और विश्व भर में पा रहे हैं तो हम इन ज्ञान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हैं वे कहते हैं कि बहुत स्थानीयकृत साइट विशिष्ट है जिसका हम अनुवाद नहीं कर सकते सिद्धांत और व्यवहार के बीच बहुत बड़ा अंतर है हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इस समस्या को हल कर सकते हैं एक रूपरेखा विकसित करके हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है सहभागी आपदा जोखिम प्रबंधन में एक ढांचा होना चाहिए जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय को शामिल करने के लिए यह परियोजना अच्छी तरह से काम कर रही है और यह परियोजना अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है इसलिए उस पर बहुत सारे सिद्धांत हैं लेकिन अगर हम उन सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं तो हम वास्तव में इस तरह के संश्लेषण की एक तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं हमने पाया कि अधिकांश तर्क दो स्तंभों या दो प्रमुख घटकों में आ रहे हैं घटक संसाधित आधार मानदंड है एक प्रक्रिया है जिसे भागीदारी का पालन करना चाहिए और एक परिणाम है जिसे हम भागीदारी से प्राप्त कर सकते हैं तो प्रक्रिया क्या है यह अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक मार्ग है इसलिए कुछ उपायों का पालन करना होगा जैसे इसके साथ लोग कब और किस हद तक शामिल होंगे और भागीदारी के साधनों की गुणवत्ता और विशेषताओं का प्रारंभिक और निरंतर जुड़ाव कैसे मूल्यांकन करेंगे समुदाय के लिए संबंधित हितधारकों का प्रतिनिधित्व निष्पक्षता क्षमता निर्माण स्थानीय ज्ञान को शामिल करना अच्छी सुविधा संसाधन की उपलब्धता इन्हें भागीदारी माना जाना चाहिए फिर हमारे पास परिणाम आधारित मानदंड हैं हम भागीदारी से क्या प्राप्त कर सकते हैं क्या परिणाम हैं यह आवश्यक नहीं है यदि आप भागीदारी की एक आदर्श प्रक्रिया का पालन करते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि यह आपको एक अच्छा परिणाम प्रदान करेगा फिर परिणाम आधारित मानदंडों में हम उम्मीद करते हैं कि अपेक्षित परिणाम क्या हैं और चैनल समुदायों की मांग क्या है कठिन निर्णय लेने स्वामित्व बढ़ाने सहमति बनाने आदि में देरी को कम करें और आपसी विश्वास सम्मान स्वामित्व पारदर्शिता जवाबदेही संघर्ष समाधान और सहमति निर्माण लागत और समय को सुनिश्चित करें इसके आधार पर हम वास्तव में इन रूपरेखा को विकसित कर सकते हैं बायीं ओर हमारे पास जनभागीदारी की प्रक्रिया है दायीं ओर हमारे पास जनभागीदारी के परिणाम हैं हम समुदाय और अभ्यावेदन के प्रारंभिक जुड़ाव पर विचार कर सकते हैं समुदाय के आरंभिक जुड़ाव का अर्थ है कि समुदाय को भागीदारी की शुरुआत से ही शामिल होना चाहिए बेहतर स्थितियों का निर्माण करने में हमें पहले यह पता होना चाहिए कि मौजूदा समस्या क्या है वहाँ क्या चिंताएँ हैं जो वहाँ प्रचलित मुद्दे हैं और फिर हितधारकों का प्रतिनिधित्व है समुदाय एक ब्लैक बॉक्स नहीं है बहुत अंतर हैं वर्ग लिंग जाति स्थिति के आधार पर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वर्गों के सभी प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में भाग लें तीसरी मानदंड प्रक्रिया का आधार स्पष्ट और सहमत उद्देश्य है कई मामले जिन पर हमने समुदाय के साथ चर्चा की लेकिन हमारे पास कोई सहमत उद्देश्य नहीं है या शायद हमारे पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है यह हमेशा विकसित हो रहा है इसलिए बहुत स्पष्ट उद्देश्य बनाना बेहतर है ये हमारे कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं ताकि यह समुदाय को एक विचार दे सके कि वे इस परियोजना से क्या उम्मीद कर सकते हैं और हम शुरुआत में कम से कम कुछ अस्थायी आम सहमति तक पहुंच सकते हैं समुदाय का वचनबद्ध होना आवश्यक है ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें बहुत शुरुआत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और फिर आप उन्हें भूल गए नहीं आपको उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि आपको वास्तव में योजना प्रक्रिया के हर क्षेत्र में उनके साथ परामर्श जारी रखना चाहिए समस्या क्या है क्या करना है कौन करेगा हम कैसे करें इसलिए उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि समुदाय को स्वामित्व का एहसास हो और मैं परियोजना में शामिल हूं ये मेरी भागीदारी है और इसलिए यह परियोजना के बारे में उनके लिए एक अधिक जवाबदेह और पारदर्शी तस्वीर बनाएगा निष्पक्षता निष्पक्षता एक प्रकार का घटक है जिस पर हमने चर्चा की कभी कभी लोग भाग लेते हैं लेकिन यह सिर्फ एक भौतिक भागीदारी है जिसमें उनके पास अपनी राय व्यक्त करने की कोई शक्ति या स्वतंत्रता नहीं है एक गाँव के मामले में शायद उच्च जाति और निम्न जाति के लोग होते हैं वे चर्चा में इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं और कुछ प्रमुख जाति या वर्ग वे निचली जाति या वर्ग के लोगों को किसी भी नए प्रस्ताव के लिए विषय या किसी नई रणनीति का सुझाव देने के लिए स्वतंत्र रूप से बात करने की अनुमति नहीं देते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हर किसी को आपदा जोखिम प्रबंधन पर चर्चा और सुझाव देने का उचित और समान अधिकार होना चाहिए एक अन्य सहभागी घटक में उन निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए कि कई मामलों में लोगों को आमंत्रित किया जाता है लेकिन शायद प्रमुख वित्तीय संसाधन जो बाहरी एजेंसियों से आ रहे हैं समुदाय का आर्थिक रूप से कम योगदान होता है फिर ऐसा क्या होता है कि वे जिस बाहरी एजेंसी से समुदाय के साथ परामर्श करते हैं वे उन्हें पूरी प्रक्रिया में शामिल करते हैं लेकिन जब वे निर्णय लेते हैं जब वे योजना बनाते हैं तो समुदाय की राय टिप्पणियों और सुझावों का कोई प्रतिबिंब नहीं होता है निर्णयों को प्रभावित करने के लिए समुदाय के पास बहुत कम शक्ति और हिस्सेदारी है लेकिन शासन के लिए शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है समुदाय को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए उन्हें निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता और शक्ति का हिस्सा बनना चाहिए क्षमता निर्माण का मतलब है कि समुदाय अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए दूसरे के साथ सौदेबाजी करने के लिए या महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होने के लिए उन्हें कुछ ज्ञान या कौशल होने चाहिए कभी कभी शिक्षा की कमी या अशिक्षा या जगह की कमी या बाहरी एजेंसियों या मीडिया जैसे बाहरी लोगों के संपर्क में आने के कारण समुदाय के कुछ वर्ग या कुछ समुदाय जिनके पास इस तरह का ज्ञान तकनीकी ज्ञान या बाहरी ज्ञान या औपचारिक ज्ञान कम होता है इसलिए वे बाहरी एजेंसियों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत नहीं कर सकते हैं ताकि उनके पास दूसरे के साथ सौदेबाजी करने के लिए ये शक्ति होनी चाहिए ताकि हमें उनके ज्ञान और क्षमता में सुधार करना चाहिए साथ ही उन्हें निर्भर रहने में सक्षम होना चाहिए खुद पर भरोसा करना चाहिए और अच्छी सुविधा प्रक्रिया कार्यक्रम की कवायद के दायरे को चौड़ा न करने के लिए आमने सामने और स्थानीय भाषा का उपयोग करने जैसा पर्याप्त कौशल होना चाहिए ये कुछ ऐसे घटक हैं जिन पर हमें सुविधा प्रक्रिया में विचार करना चाहिए ताकि यह प्रभावी ढंग से भाग लेने वाले उपकरणों का संचालन करने के लिए सुविधाकर्ता की कला और कौशल का एक प्रकार है हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कब हम सामुदायिक अच्छी सुविधा को शामिल कर रहे हैं और फिर हमें स्थानीय ज्ञान को शामिल करने की आवश्यकता है अव्यक्त ज्ञान का महत्व है इसलिए हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिसे लोग अनुभव करते हैं लोग अपने अनुभव और अपने पारंपरिक जीवन का उपयोग उसी स्थान पर करते हैं जो ज्ञान का विकास करता है और यह भी कि उनके पास संसाधनों जैसे कि मिट्टी या पेड़ हैं उनके पास जो भी प्राकृतिक और अन्य संसाधन हैं और उनके पास जो ज्ञान है उसका उपयोग किया जाना चाहिए यह परियोजना को अधिक लागत प्रभावी बना सकता है और वे अपने स्वामित्व को महसूस कर सकते हैं और एक अन्य सार्वजनिक भागीदारी का परिणाम है जैसे कार्यान्वयन के संदर्भ में भागीदारी सफल होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं और फिर हम सब कुछ भूल गए हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि परियोजनाओं के परिणाम क्या हैं पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे कि परियोजनाओं की लागत क्या है जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं इस तरह की बातें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए जवाबदेह वह वितरण क्या है जो भूमिका लोग निभा रहे हैं पारस्परिक विश्वास जिसे भागीदारी के माध्यम से हासिल किया जाना चाहिए हितधारकों को आपस में विश्वास करना चाहिए कि वे संघर्ष को हल करने में सक्षम होना हैं स्वामित्व महसूस कर रहा है कि जब आप कुछ परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं तो आप इस परियोजना को स्वयं समुदाय के लिए बना रहे हैं आप नए घरों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं यह उन लोगों के लिए है जो आपदा से प्रभावित हैं इसलिए परियोजना के अंत में लोगों के पास यह होना चाहिए कि वे उस घरों को मना न करें अगर वे मना करते हैं कि जिन घरों में हमें लगता है कि कोई स्वामित्व नहीं है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक सफल भागीदारी का मतलब है कि लोगों को परियोजना से ये मालिकाना हक मिले संघर्ष के संकल्प जैसा कि मैंने कहा कि यदि एक प्रकार का अविश्वास नहीं हो सकता है तो हम हमेशा सहमत हुए निर्णयों तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे लेकिन कम से कम एक समूह को यह जानना चाहिए कि किसी अन्य परिप्रेक्ष्य से वहाँ क्या समस्याएं हैं समूहों का दृष्टिकोण इसलिए वहाँ साझा ज्ञान साझा समझ और साझा रुचि होनी चाहिए और स्थानीय ज्ञान और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए और लोगों को उनके श्रम और उनकी जिम्मेदारियों को शामिल करने से लागत प्रभावी रूप से कम हो जाएगी जो कि आत्म टिकाऊ होगी उन्हें प्रकृति का जबरदस्त दोहन करने की आवश्यकता नहीं है या उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है ताकि आसानी से आत्मनिर्भरता जैसे सवालों का सामना करना पड़े ताकि अगर उनके पास कोई योजना हो तो वे बिना किसी बाहरी एजेंसियों के आधार पर उस योजना को आगे बढ़ा सकें एक समय प्रभावी है कि यदि परियोजना को किसी विशेष समय के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए तो यह बहुत लंबा नहीं होना चाहिए बहुत कम नहीं होना चाहिए इसलिए ये सार्वजनिक भागीदारी के मानदंड हैं मैं मुंबई में सार्वजनिक भागीदारी जैसे विभिन्न मामलों के अध्ययन से एक तस्वीर देने की कोशिश करूंगा घाना में और गुजरात में भी तो इस व्याख्यान को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको अन्य व्याख्यानों से परिचित कराऊंगा कुछ केस अध्ययन में यह देखने के लिए कि हम इन विचारों को कैसे लागू कर सकते हैं धन्यवाद